आर का प्रयोग करते हुई एमसीडीएम तकनीक पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है इस विशेष व्याख्यान में हम एमसीडीएम तकनीकों में एक और विकास पर अपनी चर्चा शुरू करने जा रहे हैं जो फजी सेट की शुरूआत थी इसलिए हमें निर्णय निर्माताओं से जिस तरह की प्रतिक्रियाएँ लेनी होती हैं जैसे कि हमने टॉपसिस विकोर विद्युत और एएचपी में पिछली तकनीकों के बारे में बात की थी वहाँ कुछ व्यक्तिपरक प्राथमिकताएँ ली जाती हैं हालांकि इनमें से कई तकनीकों के लिए निर्णय निर्माताओं को इन प्राथमिकताओं को अधिक सटीक तरीके से निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है हालाँकि ऐसे परिदृश्य हो सकते हैं जहाँ निर्णय निर्माताओं को अपनी प्राथमिकताएँ सटीक रूप से देना काफी मुश्किल हो सकता है तो उन परिदृश्यों से निपटा जा सकता है मात्रा निर्धारित की जा सकती है और फिर फ़ज़ी सेट का उपयोग करके विश्लेषण किया जा सकता है आइए इस विशेष विषय पर अपनी चर्चा शुरू करें तो फ़ज़ी सेट वास्तव में फ़ज़ी सेट सिद्धांत पर आधारित है यह अन्य एमसीडीएम विधियों के संयोजन में बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है मुख्य विचार निर्णय की समस्याओं में अनिश्चितता मानव विचार की अस्पष्टता से निपटना है उदाहरण के लिए मैंने जो उदाहरण दिया है वह निर्णय निर्माताओं को कभी कभी अपनी व्यक्तिपरक प्राथमिकताओं को निर्दिष्ट करने में मुश्किल हो सकता है उस तरह के परिदृश्यों से निपटने के लिए फजी सेट थ्योरी वास्तव में उपयोगी हो सकती है फ़ज़ी सेट सिद्धांत के मुख्य लाभ हैं यह सटीक और अस्पष्ट जानकारी को संभालने के लिए एक उपयुक्त विधि प्रदान करता है जहां सटीक तुलना या सटीक व्यक्तिपरक प्राथमिकताओं को सटीक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो जैसा कि आप निर्णय निर्माता की स्लाइड प्राथमिकताओं में देख सकते हैं कि एक उदाहरण इसमे ऐक व्यक्तिपरक अनिश्चितता शामिल है और की फजी सेट सिद्धांत है आशुधता को संभलने का तारिका हो सकता है यह विश्लेषण में गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं को एकीकृत करने की क्षमता प्रदान करता है इसलिए फजी थ्योरी का उपयोग करके गुणात्मक पहलू को बाद में परिमाणित और विश्लेषण किया जा सकता है अब फजी सेटों का विकास कैसे हुआ है हम कुछ खास बिंदुओं के बारे में बात करने जा रहे हैं फ़ज़ी सेट ज़ादेह द्वारा प्रस्तावित किए गए थे और यह पारंपरिक सेट सिद्धांत का एक सामान्यीकरण था जिससे हम पहले से ही परिचित हैं जैसा कि हमने बात की हमारा उदेश्य भाषाई या अनिश्चित जानकारी की समस्याओं का सामना करना है यदि व्यक्तिपरक प्राथमिकताएं हैं तो उन्हें स्पष्ट या सटीक रूप से निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है इस प्रकार जिस तरह से भाषाई अंदाज में जानकारी दी जाती है वह अनिश्चितता लाती है यदि भाषाई प्रतिक्रिया और इसकी मात्रा का ठहराव सीधा नहीं है तो उस समस्या को फजी सेट का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है बेलमैन और ज़ादेह द्वारा प्रस्तावित अस्पष्ट वातावरण के तहत निर्णय लेने की अवधारणाओं के संदर्भ में और विकास इसलिए इन दो विकासों के आधार पर कई शोध अध्ययन किए गए हैं जो वास्तव में एमसीडीएम में अन्य तकनीकों के संयोजन में फजी सेट का उपयोग करते हैं फ़ज़ी सेट से संबंधित अधिक के बारे में बात करने के लिए फ़ज़ी सेट और फ़ज़ी लॉजिक मॉडलिंग के लिए शक्तिशाली गणितीय उपकरण हैं उदाहरण के लिए उद्योग प्रकृति और मानवता में अनिश्चित प्रणालियों में फ़ज़ी सेट और फ़ज़ी लॉजिक लागू किया जा सकता है वे पूर्ण और सटीक जानकारी के अभाव में निर्णय लेने में तर्क के लिए सूत्रधार भी हैं यदि उपलब्ध जानकारी व्यक्तिपरक या गलत है तो फ़ज़ी सेट और फ़ज़ी लॉजिक मॉडलिंग में उपयोगी होते हैं जटिल परिघटनाओं पर लागू होने पर उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है जिन्हें पारंपरिक गणितीय विधियों द्वारा आसानी से वर्णित नहीं किया जाता है तो उस अर्थ में फ़ज़ी सेट और फ़ज़ी लॉजिक वास्तव में उपयोगी हो सकते हैं खासकर जब लक्ष्य एक अच्छा अनुमानित समाधान खोजना होता है जो आमतौर पर एमसीडीएम डोमेन में होता है अब हम फ़ज़ी सेट की कुछ बुनियादी अवधारणाओं के बारे में बात करते हैं इसलिए जैसा कि हम जानते हैं शास्त्रीय सेट सिद्धांत वास्तव में बूलियन तर्क समस्याओं से निपटने के लिए विकसित किया गया था हालांकि फजी सेट के पीछे का विचार उस डिग्री का प्रतिनिधित्व करना है जिसमें तत्व विशिष्ट सेट से संबंधित हैं आमतौर पर पारंपरिक सिद्धांत में एक विशेष तत्व या तो पूरी तरह से सेट से संबंधित होता है या नहीं हालाँकि फ़ज़ी सेट के पीछे का विचार यह है कि तत्व आंशिक रूप से किसी विशेष सेट से संबंधित हो सकता है और इसे कैसे निर्धारित किया जाना है तो यह वास्तव में एक विशेष पैरामीटर के माध्यम से इंगित किया जाता है जिसे हम उस डिग्री के रूप में संदर्भित कर रहे हैं जिससे एक तत्व एक विशिष्ट सेट से संबंधित है पारंपरिक सेट सिद्धांत के साथ एक और अंतर यह है कि पारंपरिक सेट सिद्धांत में एक विशेषता फ़ंक्शन का उपयोग मैपिंग फ़ंक्शन के रूप में किया जाता है जब भी हम पारंपरिक सेट सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो एक फ़ंक्शन होने वाला होता है जो सेट एक्स से वाई सेट करने के लिए तत्वों को मैप करने जा रहा है इसलिए यह फ़ंक्शन आम तौर पर उस विशेष फ़ंक्शन के पीछे मुख्य विचार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक विशिष्ट कार्य होता है हालाँकि फ़ज़ी सेट थ्योरी में हम एक सदस्यता फ़ंक्शन का उपयोग करते हैं यहाँ विचार यह है कि हम फ़ज़ी सेट थ्योरी के माध्यम से किसी विशेष सेट की आंशिक सदस्यता की अनुमति दे रहे हैं इसलिए मुख्य विचार वास्तव में सदस्यता कार्य है एक ऐसा कार्य जो इस डिग्री को किसी विशेष सेट से संबंधित डिग्री तक माप सकता है इसीलिए फ़ज़ी सेट थ्योरी में फ़ज़ी सेट को परिभाषित करने के लिए एक सदस्यता फ़ंक्शन का उपयोग किया जाता है तो इस अर्थ में यह थोड़ा सा अंतर है आइए हम फ़ज़ी सेट के बारे में अधिक चर्चा करें अगला बिंदु यह है कि निरंतरता के साथ वस्तुओं या तत्वों के एक वर्ग के बारे में डिग्री या ग्रेड की सदास्यता की जानकारी लेना तो कुछ तत्व होने जा रहे हैं जो पूरी तरह से विशेष सेट से संबंधित होंगे कुछ तत्व जो आंशिक रूप से विशेष सेट से संबंधित होंगे और फिर ऐसे तत्व होने जा रहे हैं जो विशेष सेट से संबंधित नहीं होंगे तो फ़ज़ी सेट के तहत कवर करने के लिए एक निरंतरता होने जा रही है अब ऐसे समुच्चय की विशेषता एक सदस्यता फलन है यह प्रत्येक वस्तु या तत्व को 0 और 1 के बीच सदस्यता की डिग्री या ग्रेड प्रदान करता है जहां 0 का अर्थ नहीं है 1 का अर्थ पूर्ण सदस्यता है और 0 और 1 के बीच कोई भी मान इंगित करता है कि आंशिक सदस्यता है अब फजी सेट वे एक तरह से क्रिस्प सेट का विस्तार भी हैं तो कुरकुरा सेट एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग हम इस पाठ्यक्रम में इस व्याख्यान से पहले अब तक करते आ रहे हैं जब भी हमने अपने अंतर्निहित गणित में एक विशेष सेट के बारे में विभिन्न तकनीकों के बारे में बात की जिसके बारे में हमने बात की हम हमेशा एक क्रिस्प सेट की बात कर रहे थे तो कुरकुरा सेट एक नियमित सेट है जिस तरह से हम उन्हें समझते हैं कि एक विशेष तत्व पूरी तरह से सेट से संबंधित है या नहीं तो क्रिस्प सेट केवल पूर्ण सदस्यता की अनुमति देते हैं या कोई सदस्यता बिल्कुल नहीं इस तरह के सेट हम अब तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं जबकि अगर हम फ़ज़ी सेट के बारे में बात करते हैं तो वे आंशिक सदस्यता की भी अनुमति देते हैं जैसा कि हमने चर्चा की इसलिए एक तत्व आंशिक रूप से एक फजी सेट से संबंधित हो सकता है आइए आगे बढ़ते हैं तो हम एक फ़ज़ी सेट कैसे डिज़ाइन करते हैं जैसा कि आप स्लाइड में परिभाषा भी देख सकते हैं एक फजी समुच्चय एक समुच्चय X का नीचे परिभाषित किया गया है यह फ़ज़ी सेट वास्तव में एक क्रिस्प सेट के साथ जुड़ा हुआ है सदस्यता फ़ंक्शन यह निर्धारित करने जा रहा है कि किसी सेट मैं पूर्ण सदस्यता है या कोई सदास्यता नहीं है या आंशिक सदास्यता है आप यह भी देख सकते हैं कि मैपिंग कैसे होती है इस विशेष फ़ंक्शन के लिए µA सेट X के तत्व उन्हें इस श्रेणी में मैप किया जाता है अर्थात 0 से 1 यह सदस्यता फ़ंक्शन वास्तव में Ã में एक तत्व x की प्रासंगिकता की डिग्री को इंगित करता है यह बताता है कि फजी सेट में सेट एक्स से आने वाले इस विशेष तत्व एक्स की सदस्यता की डिग्री क्या है यदि इस फ़ंक्शन से यह सदस्यता मान 0 आता है तो यह इंगित करता है कि x से संबंधित नहीं है यदि यह सदस्यता मान 1 है तो यह इंगित करता है कि x पूरी तरह से से संबंधित है और यदि सदस्यता मान 0 और 1 के बीच है तो यह इंगित करता है कि x आंशिक रूप से से संबंधित है तो µA द्वारा दी गई सदस्यता की डिग्री के साथ x की प्रासंगिकता सत्य है समुच्चय X से संबंधित किसी दिए गए अवयव x के लिए जब हम फंक्शन µA लागू करते हैं तो हमें जो मान मिलता है वह वास्तव में सदस्यता या प्रासंगिकता की डिग्री को दर्शाता है तो इस प्रकार हम किसी दिए गए सेट के लिए फ़ज़ी सेट को परिभाषित करते हैं आइए आगे बढ़ते हैं हमने पहले बात की थी कि जब भाषाई चर का उपयोग किया जाता है और कुछ अनिश्चितता या अशुद्धता होती है तो फजी सेट वास्तव में उपयोगी हो सकते हैं तो यह वास्तव में फ़ज़ी सेटों में कैसे किया जाता है आइए उनमें से कुछ के बारे में बात करते हैं अस्पष्ट सेट सिद्धांत में गुणात्मक पहलुओं को आम तौर पर भाषाई चर का उपयोग करके दर्शाया जाता है और भाषाई शब्दों का उपयोग करके गुणात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है इन गुणात्मक पहलुओं का प्रतिनिधित्व भाषाई चरों का उपयोग करके किया जाता है गुणात्मक रूप से भाषाई शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है और मात्रात्मक रूप से एक फजी सेट द्वारा व्यक्त किया जाता है तो पिछली स्लाइड में हमने जो परिभाषा देखी और फ़ज़ी सेट को कैसे परिभाषित किया गया है उस परिभाषा का उपयोग वास्तव में गुणात्मक पहलुओं को मात्रात्मक तरीके से व्यक्त करने के लिए किया जाता है आइए हम इस बारे में बात करें कि भाषाई चर से हमारा क्या तात्पर्य है एक भाषाई चर एक चर है जिसका मूल्य एक प्राकृतिक या कृत्रिम भाषा में शब्द या वाक्य हैं तो ये शब्द या वाक्य या मूल्य वे संरचित होने जा रहे हैं क्योंकि हम निर्णय लेने के क्षेत्र में हैं हम निर्णय निर्माताओं से प्रतिक्रियाएँ लेने जा रहे हैं इसलिए हमें प्रतिक्रियाओं को अधिक संरचित तरीके से लेना होगा इसलिए निर्णय निर्माताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए जिन भाषाई शब्दों का उपयोग किया जा रहा है वे अधिक संरचित होने जा रहे हैं इसलिए परिभाषा एक प्राकृतिक या कृत्रिम भाषा को भी संदर्भित करती है उदाहरण के लिए उम्र एक भाषाई चर है यदि यह युवा युवा नहीं बहुत युवा बहुत युवा नहीं जैसे मूल्यों को प्रभावित करती है ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक तरह से किसी व्यक्ति या फर्म की उम्र का संकेत देते हैं हालाँकि आप इन शब्दों में अशुद्धता भी देखेंगे जिनका उपयोग किसी व्यक्ति या फर्म की आयु को इंगित करने के लिए किया जा रहा है जिस तरह से भाषाई शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह से निर्णय लेने वाले किसी विशेष प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं उसमें एक निश्चित स्तर की अशुद्धि होने वाली है इसलिए MCDM डोमेन में फ़ज़ी सेट का उपयोग महत्वपूर्ण है अब उम्र के बारे में ये शब्द युवा युवा नहीं बहुत युवा बहुत युवा नहीं को फ़ज़ी संख्याओं में मैप किया जा सकता है जैसे कि फ़ज़ी सेट की परिभाषा हमने पिछली स्लाइड में देखी थी आइए आगे बढ़ते हैं आइए अब हम भाषाई चर की मुख्य अवधारणा को समझते हैं यह उन परिघटनाओं के अनुमानित लक्षण वर्णन का एक माध्यम प्रदान करता है जो पारंपरिक मात्रात्मक शब्दों में वर्णन करने योग्य होने के लिए बहुत जटिल या बहुत खराब परिभाषित हैं आप उन क्षेत्रों को देख सकते हैं जिनका उल्लेख यहां स्लाइड में किया गया है कृत्रिम बुद्धि स्वयं भाषा पैटर्न को पहचान सुविधा प्रदान करना और सूचना पुनर्प्राप्ति कुछ ऐसे डोमेन हैं जो अधिक प्रौद्योगिकी उन्मुख हैं जहां भाषाई दृष्टिकोण लागू किया जा सकता है फिर हम मानव निर्णय प्रक्रियाओं मनोविज्ञान कानून अर्थशास्त्र और अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में बात कर सकते हैं जहां इस भाषाई दृष्टिकोण का वास्तव में उपयोग किया जा सकता है अब फ़ज़ी सेट के साथ एक और संबंधित अवधारणा फ़ज़ी नंबर है हम पहले ही परिभाषित कर चुके हैं कि फजी समुच्चय से हमारा क्या तात्पर्य है अब बात करते हैं फजी नंबरों की तो एक फ़ज़ी नंबर एक फ़ज़ी सेट है जिसमें सदस्यता फ़ंक्शन सामान्यता और उत्तलता की शर्तों को संतुष्ट करता है तो फ़ज़ी नंबर को फ़ज़ी सेट के रूप में भी परिभाषित किया जाता है लेकिन कुछ शर्तों के साथ फ़ज़ी सेट में पहली स्थिति सामान्यता की और दूसरी स्थिति उत्तलता की हैI सामान्यता से हमारा तात्पर्य नीचे दिया गया है तो µA सदस्यता फलन है जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं किसी भी तत्व x के लिए हम इस फ़ंक्शन µA को लागू करते हैं और हम इस मान का sup लेते हैं दिया गया तत्व x सेट X से संबंधित है तो यह मान 1 होना चाहिए sup से हमारा वास्तव में मतलब है कम से कम ऊपरी सीमा से है इसका अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि मान लें कि सेट में एक तत्व xʹ है जहां सदस्यता मान 1 आता है ताकि हम कम से कम ऊपरी सीमा का उल्लेख करें यह इस ओर भी संकेत करता है कि कम से कम एक तत्व में पूर्ण सदस्यता प्रकार का परिदृश्य होना चाहिए तो इसे हम सामान्यता के रूप में संदर्भित कर रहे हैं यदि ऐसा नहीं है यदि मान 1 नहीं है तो यह फ़ज़ी सेट सामान्य नहीं है और इसलिए इसे फ़ज़ी संख्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है एक और शर्त उत्तलता है एक निर्णय मैट्रिक्स डी है जहां पंक्तियाँ विकल्पों से जुड़ी होती हैं और कॉलम मानदंड से जुड़े होते हैं तो पंक्ति पक्ष के साथ n विकल्प और स्तंभ पक्ष के साथ m मानदंड हैं इसलिए हमारा निर्णय मैट्रिक्स है जिसे D के रूप में दर्शाया जा रहा है Now इसलिए यदि हम सेट एक्स से संबंधित इन सभी एक्स तत्वों के लिए टिल्ड संस्करण प्राप्त कर सकते हैं और हमारे निर्णय मैट्रिक्स को परिभाषित कर सकते हैं तो यह उत्तलता की स्थिति को पूरा करेगा फ़ज़ी नंबरों से संबंधित एक अन्य पहलू यह है कि स्थितियों के अनुसार फ़ज़ी नंबरों को परिभाषित करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं तो दो लोकप्रिय रूप हैं जो उपलब्ध हैं समलम्बाकार फ़ज़ी संख्याएँ और त्रिकोणीय फ़ज़ीसंख्याएँ तो त्रिकोणीय अस्पष्ट संख्याएं वे हैं जो अधिक बार उपयोग की जाती हैं अब हम समझेंगे कि त्रिकोणीय अस्पष्ट संख्याओं से हमारा क्या तात्पर्य है लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें सामान्यता और उत्तलता की दो शर्तों को पूरा करना होगा अस्पष्ट संख्याओं के विभिन्न रूप हैं जिनका उपयोग स्थिति निर्णय समस्या और समग्र संदर्भ के आधार पर किया जा सकता है तो अब हम त्रिकोणीय फजी संख्याओं के बारे में बात करेंगे अनुप्रयोगों में त्रिकोणीय फजी नंबरों टीएफएन के साथ काम करना अक्सर सुविधाजनक होता है जिसका मुख्य कारण अस्पष्ट वातावरण में प्रतिनिधित्व और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के मामले में उनकी कम्प्यूटेशनल सादगी और उपयोगिता है क्योंकि जिस तरह से हम इन फजी नंबरों को परिभाषित करने जा रहे हैं यह प्रसंस्करण पर एक लागत लगाने जा रहा है जो कंप्यूटिंग शामिल होने जा रही है जिस तरह से हम समग्र निर्णय समस्या संदर्भ और विधि का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं प्रक्रिया और उसका समाधान इसलिए त्रिकोणीय अस्पष्ट संख्याएं कम्प्यूटेशनल रूप से सरल और प्रतिनिधित्व करने में आसान हैं मुख्य विचार होने के कारण वे अधिक लोकप्रिय हो गए हैं उन्हें एक त्रिक के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें तीन निर्देशांक l m और u हैं इन पैरामीटरों l m और u को सबसे छोटे संभव मान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे l द्वारा इंगित किया जाता है फिर सबसे आशाजनक मान जो m द्वारा इंगित किया जाता है और फिर सबसे बड़ा संभावित मान जो u द्वारा इंगित किया जाता है इसलिए जैसा कि हमने बात की है अधिक सामान्य अर्थों में उस फजी सेट में तत्वों की आंशिक सदस्यता की अनुमति देने का विचार शामिल है यदि आप टीएफएन की परिभाषा को देखें तो जिस तरह से उन्हें परिभाषित किया गया है उन्हें परिभाषित करने के लिए उपयोग किए जा रहे पैरामीटर एल एम और यू आंशिक सदस्यता की धारणा को व्यक्त करते हैं इन मापदंडों का उपयोग त्रिकोणीय फजी संख्याओं को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है और फिर इन त्रिकोणीय फजी संख्याओं की सहायता से हम एक फजी घटना का वर्णन कर सकते हैं तो किसी भी घटना जिसमें एक निश्चित स्तर की अनिश्चितता और अशुद्धता है को फजी संख्याओं का उपयोग करके वर्णित किया जा सकता है आइए अब इन मापदंडों को अधिक स्पष्टता के साथ समझने के लिए त्रिकोणीय फजी संख्याओं के ग्राफिक चित्रण को देखें तो यह P̃ इस ग्राफिक में दर्शाई गई एक त्रिकोणीय फजी संख्या है y अक्ष में आप सदस्यता फ़ंक्शन µp देख सकते हैं जो 0 से 1 के बीच मान लेता है फिर हमारे पास तीन पैरामीटर भी हैं l m और u जहां l हमेशा m और m से कम होने वाला है आपसे कम होने जा रहा है तो इस तरह इसे त्रिकोणीय फैशन में चित्रित किया जा सकता है y अक्ष के अनुदिश हमें समुच्चय P प्राप्त होता है जहाँ l m और u के ये पैरामीटर मान इस समुच्चय से आ रहे हैं इसलिए ये पैरामीटर मान कोई भी वास्तविक मान हो सकते हैं क्योंकि P अधिक पारंपरिक रूप में एक सेट है तो इस प्रकार एक त्रिकोणीय अस्पष्ट संख्या को ग्राफिक रूप से दर्शाया जा सकता है जहां एम सबसे आशाजनक मूल्य है एल यहां इंगित सबसे छोटा संभव मूल्य है और फिर यू सबसे बड़ा संभावित मूल्य है त्रिकोणीय अस्पष्ट संख्याओं की हमारी समझ को देखते हुए अर्थात उन्हें कैसे परिभाषित किया जाता है सदस्यता फ़ंक्शन को कैसे परिभाषित किया जा सकता है इसलिए इस µA को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीन पैरामीटर यानी l m और u वास्तविक संख्याएँ हैं और l m से कम होने वाला है जो कि u से कम होने वाला है तो इस अंतराल l और u के बाहर प्रासंगिकता डिग्री शून्य है जैसा की आप परीभाषा में देख सकते हैं कि x के लिए 0 1 से अधिक है और x के लिए 0 आप से अधिक है तो इस अंतराल के बाहर कोई प्रासंगिकता नहीं होने वाली है और एम अधिकतम प्रासंगिकता डिग्री के बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम फजी संख्याओं के साथ बीजगणितीय संक्रियाएँ पर चर्चा करने जा रहे हैं अब तक हमने अपने आप को इस बात से परिचित कर लिया है कि फजी संख्याओं को कैसे परिभाषित किया जाता है हमने उपरोक्त ग्राफिक के बारे में भी समझा कि तीन पैरामीटर l m u को कैसे परिभाषित किया जाता है और उनका उपयोग कैसे किया जा रहा है इसलिए यह सब जानकर हम आगे बढ़ सकते हैं और बीजीय संक्रियाओं के बारे में बात कर सकते हैं जो इन फजी नंबरों का उपयोग करके की जा सकती हैं लेकिन हम इस बिंदु पर रुकेंगे और हम अगले व्याख्यान में फजी सेट पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे